डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों 33 में आपका स्वागत है यह ट्रांज़ैक्शन मुद्दों पर चर्चा करेंगे पिछले मॉड्यूल में हमने क्रमबद्धता के रूप में जाना जाता है आह अब हम एक और परिप्रेक्ष्य में लाएंगे यदि कोई ट्रांज़ैक्शन में है तो क्या होगा यदि सिस्टम विफल हो जाएगा विफलता हार्डवेयर सॉफ़्टवेयर विभिन्न विभिन्न कारणों से बिजली आउटेज डिस्क क्रैश और इतने पर हो सकती है इसलिए जब ऐसा होता है तो डेटाबेस असंगत स्थिति में आने की संभावना होती है इसलिए हम उस असंगत स्थिति से उबरने और इसे वापस एक सुसंगत स्थिति में लाने के बारे में चर्चा करना चाहेंगे हम यह भी देखेंगे कि विरोधाभासी क्रमबद्धता से अधिक schedules हमें दे सकती है इसलिए ये चर्चा करने के लिए विषय हैं और हम पुनर्प्राप्ति के साथ शुरू करते हैं इसलिए हमने जो किया है हमने देखा है कि सीरियलाइज़ेबिलिटी से समझौता किया जा सकता है इसलिए हमने इस उदाहरण के बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी आइए एक बार फिर से देखें तो यह एक ट्रांज़ैक्शन है जहां खाता A से खाता B तक 50 डॉलर की राशि हस्तांतरित की जा रही है इसलिए उन्होंने पहले डेबिट पढ़ा और फिर खाता A पर लिखा और फिर क्रेडिट को B को लिखा और हमने 7 वां निर्देश जोड़ा जो कमिट है और मैं इस मॉड्यूल में इसके बारे में अधिक बात करूंगा जो A और B को स्थायी बनाता है और साथ ही उपयोगकर्ता को परिणाम दिखाता है अब यदि सिस्टम चरण 3 के बीच और चरण 3 के बाद विफल हो जाता है तो क्या होता है जब A लिखा गया है और चरण 4 चरण 6 से पहले बीच में जब B अंत में लिखा गया है तो स्वाभाविक रूप से 50 डॉलर बस गायब हो जाएंगे क्योंकि A से डेबिट किया गया है और खाता A में देखने के लिए उपलब्ध होगा और संबंधित क्रेडिट दिखाई नहीं देगा तो यह असंगत स्थिति की ओर जाता है और यह संभालने के लिए कि हमें क्या करना है ट्रांज़ैक्शन को वापस करना है जिसका अर्थ है कि हमें उन परिवर्तनों को पूर्ववत करना होगा जो हमने पहले ही किए हैं इसलिए हमें फिर से A में वापस जाना होगा और एक नया मान लिखना होगा जो कि डेबिट होने से पहले का मान था और डेटाबेस में संगतता को पुनर्स्थापित करने की इस प्रक्रिया को पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है तो हम कहते हैं कि एक हमें एक शेड्यूल को पुनर्प्राप्त करने के लिए परिभाषित करना चाहिए यदि कोई ट्रांज़ैक्शन Tj पढ़ता है एक ट्रांज़ैक्शन पहले से लिखा हुआ है तो Ti का प्रतिबद्ध संचालन Tj के प्रतिबद्ध संचालन से पहले प्रकट होना चाहिए यदि ऐसा होता है तो पहले का ट्रांज़ैक्शन है जिसमें डेटा लिखा है और बाद में होने वाले ट्रांज़ैक्शन को Tj लिखता है जो डेटा पहले के ट्रांज़ैक्शन को पढ़ रहा है उसे कमिट करना है जो Tj को वास्तव में पढ़ने से पहले डेटाबेस में बदलाव को स्थायी बना देता है यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि यह शेड्यूल है इसलिए ट्रांज़ैक्शन T8 और T9 के निम्नलिखित शेड्यूल पर विचार करें जहां T8 ने A को पढ़ा और लिखा है लेकिन प्रतिबद्ध के संदर्भ में है यह ठीक है लेकिन फिर T9 शुरू होता है और फिर T8 फिर से B को पढ़ना जारी रखने की कोशिश कर रहा है तो क्या होता है यदि ट्रांज़ैक्शन विफल हो जाएगा ट्रांज़ैक्शन T9 रीड ऑपरेशन के तुरंत बाद विफल हो जाएगा तो मुझे क्या होगा मुझे खेद है अगर T8 बीच में अबो्र्ट तक पहुंच जाएगा तो यह एक शेड्यूल नहीं है अब हम यह भी देखते हैं कि किसी एकल ट्रांज़ैक्शन की विफलता का मतलब न केवल यह है कि एक ट्रांज़ैक्शन को रोलबैक के लिए रोलबैक की आवश्यकता हो सकती है तो यहाँ T10 T11 और T12 का उदाहरण दिया गया है तो T10 A और B को पढ़ता है और A लिखता है और फिर T11 पढ़ता है और A और T12 लिखता है और उस समय A को पढ़ता है यदि T10 विफल हो जाता है अगर वह अबो्र्ट करते हैं तो T10 तब हम मूल पर वापस जाते हैं और T11 का मान गलत होता है जिसे T10 ने लिखा था लेकिन अब पूर्ववत कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि T11 को भी रोलबैक करना होगा इसी तरह अगर वह रोलबैक हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से T12 को भी रोलबैक हो जाना पड़ता है और इसी तरह जब यह रोलबैक एक ट्रांज़ैक्शन से दूसरे में जाती है तो हम कहते हैं कि यह कैस्केडिंग रोलबैक है और इससे काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है तो हम क्या पसंद करेंगे अगर हम शेड्यूल कर सकते हैं जहां इस तरह के कैस्केडिंग रोलबैक की आवश्यकता नहीं है तो और वहाँ एक शर्त है जिसके माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं तो अगर हमारे पास ट्रांज़ैक्शन की एक जोड़ी है Ti और Tj इसलिए कि Tj पहले से लिखा हुआ A डेटा आइटम पढ़ता है तो Ti का कमिट ऑपरेशन Tj के रीड ऑपरेशन से पहले होना है जिसका अर्थ है कि दूसरे शब्दों में कहा गया है कि Tj को केवल वे read वैल्यू पढ़ने चाहिए जो पहले से ही कमिटेड हैं और अन्य ट्रांज़ैक्शन के इंटरमीडिएट अस्थायी मान नहीं पढ़े इसलिए हर कैस्केडेबल शेड्यूल भी पुनर्प्राप्त करने योग्य है क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से इसे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं और उन लोगों के लिए शेड्यूल को प्रतिबंधित करना वांछनीय है जो कि जहां तक संभव हो कम कैस्केड करते हैं हम देखेंगे कि गैर सभी मामलों में यह संभव नहीं है लेकिन अगर यह संभव है संभव है कि आप ऐसे शेड्यूल चाहते हैं जो कम कैस्केड करते हैं तो कि एक रोलबैक काम को कवर किया अतिरिक्त काम को कम से कम किया जा सकता है तो यहाँ एक उदाहरण है जिसे हमने अभी देखा था जो कि एक कास्केडेबल शेड्यूल नहीं है तो शब्द की प्रतीक्षा करें हमें बहुत ही समान ट्रांज़ैक्शन के उदाहरणों के एक जोड़े को लेने दें और हम देखेंगे कि जब उनकी अनुसूचियां हैं जब उनकी कैस्केडेड रोलबैक संभव है और जब कम कैस्केडेड रोलबैक संभव है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो यहां मैंने क्या किया है मैंने यहां 2 ट्रांज़ैक्शन T1 और T2 दिखाए हैं और यह वह है जो T1 ट्रांज़ैक्शन कर रहा है और हम मानते हैं कि डेटाबेस में प्रारंभिक मान 5000 है तो क्या होगा यहां पढ़ा गया है और यह मान एक अलग A है यह बफर में है जहां ए 5000 बन जाता है फिर आप 1000 घटाते हैं और फिर आप उसी पल को लिखते हैं जब आप डेटाबेस में वापस लिखते हैं डेटाबेस में मान के बीच परिवर्तन नहीं हो रहा है यह केवल वह मान है जो केवल बफर में है और जब आप वापस लिखते हैं तो डेटाबेस में मान बदल जाता है और फिर ट्रांजेक्शन T2 उस मान को पढ़ता है इसलिए इसके स्थानीय बफर ए में यह 4000 हो जाता है यह 500 बढ़ जाता है और फिर इसे वापस लिखता है और जब ऐसा होता है तब डेटाबेस में भी मान 4500 में बदल जाता है और फिर T2 शुरू होता है और इस बिंदु पर मान लेते हैं कि अगर वहाँ था एक विफलता थी तो यह वह बिंदु है जहां विफलता थी वहां T1 में अन्य निर्देश भी थे जो अभी हमारे हित में नहीं है और फिर T1 कमिटेड होगा लेकिन अगर विफलता इस बिंदु पर स्वाभाविक रूप से T1 की जरूरत है तो क्या होता है इसे वापस करने के लिए T1 को पूर्ववत करने की आवश्यकता है और इस मान को डेटाबेस में 5000 वापस सेट करें लेकिन इसका मतलब यह होगा कि T2 ने जो किया है वह टी 2 डेटाबेस में पहले ही इस मान को 4500 कमिटेड कर चुका है और इसलिए जिसका उपयोग संभवतः अन्य स्थानों पर किया गया है और उपयोगकर्ता को दिखाया गया है जो डेटाबेस में एक असंगति पैदा करेगा तो ये T1 और T2 का शेड्यूल है जिसे इससे पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो हमें और इसलिए इसका क्या उल्लंघन किया गया है कि T2 वास्तव में A मान पढ़ा है जो कि पारगमन में था और फिर यह पहले से ही उस पढ़ा मान के आधार पर कमिटेड कर दिया है अब हम अगले में देखते हैं तो यहां क्या किया गया है कि सभी परिवर्तन समान हैं लेकिन केवल एक ही बिंदु जो हमने किया है हमने वह बिंदु बदल दिया है जहां फिर से कमिट होता है फिर भी T2 हमारे वही मान को को A में पढ़ रहा है और अद्यतन कर 4500 बना रहा है लेकिन यह कमिट इस ट्रांज़ैक्शन T1 के होने के बाद होता है तो यह पुनर्प्राप्त करने योग्य है लेकिन अगर हम स्वाभाविक रूप से T1 को पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं इसका मतलब है कि T1 को पुनर्प्राप्त करने के लिए मुझे T2 को पुनर्प्राप्त करने की भी आवश्यकता है क्योंकि T2 एक मान का उपयोग है जो T1 के रोलबैक के बाद मान नहीं होने जा रहा है T2 ने 4000 का उपयोग किया है लेकिन रोलबैक के बाद मान में डेटाबेस 5000 तक वापस आ जाएगा इसलिए यह T1 के साथ साथ T2 के लिए रोलबैक आवश्यक है तो यह कैस्केडिंग रोल बैक का मामला है जो हुआ है इसलिए कुछ और काम किए जा रहे हैं और ऐसा T2 के कारन हुआ है अब यहां रोलबैक संभव है क्योंकि T2 T1 के बाद कमिट कर रहा है इसलिए जिस ट्रांज़ैक्शन को वह पढ़ रहा है वह वास्तव में उस स्रोत के ट्रांज़ैक्शन के बाद हुए परिवर्तनों को पूरा कर रहा है तो यह रिकोवेरबल की शर्त को संतुष्ट करता है तो आप ठीक करने में सक्षम हैं लेकिन इसके लिए अभी भी कैस्केडिंग की आवश्यकता थी क्योंकि T1 ने A के यहाँ A मान पढ़ा था जो अभी तक कमिटेड नहीं था इसलिए अगर हमने ऐसा किया होता तो हम वास्तव में एक शेड्यूल बना सकते थे जो कि कास्केड रहित होता है जैसा कि हम अगली स्लाइड में देखते हैं इसलिए अब मैं जानता हूं कि जो बदलाव हुआ है वह एक कमिट है A और टी 2 के मान को लिखने के ठीक बाद लिखा है कि केवल उसके कमिट होने के बाद ही हुआ है पहले यह कमिट हो जाने के पहले पढ़ रहा था इसलिए एक बार T2 इस कमिट करने की आवश्यकता है और T2 को रोलबैक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही कमिटेड मान का उपयोग किया गया है तो यह मूल है उदाहरण के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रोलबैक कैसे हो सकता है और बाद के मॉड्यूल में हम इस तरह की रोलबैक कैसे करें और कैस्केडिंग और गैर कैस्केडिंग दोनों प्रकार के कैस्केडिंग कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे और यह दिखाने के लिए कि उस के साथ आगे कैसे बढ़ें लेकिन अब जो हमने सीखा है वह शेड्यूल है उसे पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है और अधिमानतः डेटाबेस ट्रांज़ैक्शन के मामले में गैर कैस्केडिंग रोलबैक रिकवरी शेड्यूल को प्राथमिकता दी जाती है अब चलिए ट्रांज़ैक्शन को सँभालने के संदर्भ में SQL भाषा में क्या उपलब्ध है इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं इसलिए एसक्यूएल के प्रकार के रास्तों को देखा है और उन पर हमारे इंटरएक्टिव सत्र के रूप में भी चर्चा की गई थी डेटा हेरफेर के एक हिस्से के रूप में कुछ विशिष्ट ट्रांज़ैक्शन के इवेंट को निर्दिष्ट करना भी संभव है इसलिए एसक्यूएल मूल रूप से समाप्त हो गया है इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से लगभग सभी सिस्टम में हर SQL स्टेटमेंट अंतर्निहित होता है और अगर वह सफलतापूर्वक निष्पादित करने में सक्षम हो गया है अन्यथा यह वापस आ जाता है और इस अंतर्निहित कमिट को भी नियंत्रित किया जा सकता है यह अलग अलग सिस्टम में हो सकता है जो इसे नियंत्रित करने के अलग अलग तरीके हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अंतर्निहित रूप से कमिट करूं मैं केवल केवल बाह्य स्पष्ट रूप से कमिट करना चाहता हूँ इसलिए उस प्रयोजन के लिए एसक्यूएल करने के लिए बदलावों को पूर्ववत करें और कुछ करने के लिए भी यह कुछ नियंत्रित तरीके से सेविंग पॉइंट को परिभाषित करता है और आप ट्रांज़ैक्शन के लिए एक विशेष नाम भी निर्धारित कर सकते हैं और यही तरीकाव्यवहार है तो हम जल्द ही ऐसा करने के लिए उदाहरणों को देखते हैं और इन टीसीएल के संदर्भ में सार्थक हैं और केवल उदाहरण के लिए यदि आप एक डेटाबेस बना रहे हैं या आप डेटा पुनर्प्राप्ति का चयन कर रहे हैं फिर इन निर्देशों की उन ट्रांज़ैक्शन में कोई भूमिका नहीं है तो COMMIT एक ट्रांज़ैक्शन कमांड है जिसका उपयोग परिवर्तनों को सहेजने और उन्हें लागू करने के आधार पर स्थायी बनाने के लिए किया जाता है इसलिए यहां आप एक ग्राहक डेटाबेस का उदाहरण देखते हैं और जो मैं दिखा रहा हूं वह यह है कि यदि आप यह उस टेबल की प्रारंभिक स्थिति है और इससे पहले कि कोई भी मान डिलीट कर दिया गया हो और यदि आप SELECT from customers करते हैं तो ये 7 रिकॉर्ड हैं जो आप देखने के लिए मिलता है उस दृष्टि में कि आप एक डिलीट करते हैं और फिर आप डिलीट को कमिट करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने हटा दिया है और उस विलोपन को स्थायी बना देता हूँ इसलिए उम्र के आधार पर हटाना इसलिए यह रिकॉर्ड हटा दिया जाना चाहिए और यह रिकॉर्ड हटा दिया जाना चाहिए और यदि मैंने कमिट किया है तो यदि मैं उसी डेटा को पुनः प्राप्त करता हूं और अब मुझे 5 रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं केवल 2 रिकॉर्ड नंबर 2 और रिकॉर्ड नंबर 4 को स्थायी रूप से हटा दिया गया है तो यह वह तरीका है जिससे आप स्पष्ट रूप से बदलाव कर सकते हैं और परिवर्तन को स्थायी बना सकते हैं रोलबैक के संदर्भ में यह एक ऐसा आदेश है जो ट्रांज़ैक्शन को पूर्ववत करने के लिए उपयोग किया जाता है जो कि उन परिवर्तनों के लिए है जिन्हें पहले से ही डेटाबेस में सहेजा नहीं गया है तो आप केवल पिछले कमिट तक के इतिहास में वापस या पूर्ववत ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं या इस पर अंतिम रोलबैक आदेश जारी किया गया था इसलिए फिर से उसी उदाहरण को देखते हुए यह प्रारंभिक स्थिति है और फिर आपने पिछली बार के रूप में हटा दिया था इसलिए इन 2 रिकॉर्ड्स को हटाना है लेकिन फिर कमिट के बजाय हमने एक रोलबैक दिया है इसलिए जैसे ही आप रोलबैक देते हैं ये डिलीट ऑपरेशंस पूर्ववत हो जाते हैं इसलिए ये दोनों रिकॉर्ड फिर से टेबल में हैं और इसलिए रोलबैक के बाद यदि मैं फिर से select करता हूं तो मुझे अपनी सूची में 2 रिकॉर्ड वापस देखने को मिलेंगे तो यह रोलबैक कमांड का उद्देश्य है अब आप अक्सर या देर से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसलिए ट्रांज़ैक्शन के भीतर आप कुछ बिंदुओं को चिह्नित करना चाह सकते हैं इसलिए यदि आप रोलबैक कर सकते हैं और ट्रांज़ैक्शन में जो बिंदु हैं उन्हें SAVEPOINT के रूप में जाना जाता है तो यह प्रारूप है एक सहेजें बिंदु SAVEPOINTs का उपयोग करें और इसे एक नाम दें और फिर बाद में आप रोलबैक के अपने उद्देश्य के लिए उन SAVEPOINTs का उपयोग कर सकते हैं तो आप फिर से हैं यदि आप एक रोलबैक कर रहे हैं तो आप केवल रोलबैक करने के बजाय अब आप उस सेव पॉइंट आईडी करना चाहते हैं और रोलबैक करें और यह उस बिंदु तक ही होगा तो आइए एक उदाहरण देखें तो यह एक डीएमएल ट्रांज़ैक्शन में निर्देशों की एक श्रृंखला है इसलिए मैंने शुरू में SP एक को बचाने के बिंदु के रूप में सेट किया है जो कि मैं शुरुआत में रोलबैक करना चाह सकता हूं जब मैं एक रिकॉर्ड को हटाता हूं I D 1 तो 1 रिकॉर्ड हटा दिया जाता है तो मैं फिर से एक और बचत बिंदु करें इसलिए अब मुझे इस बिंदु पर पूर्ववत नहीं जैसे ये सब हुआ इसलिए यदि मैं ऐसा करता हूं कि यह डेटाबेस की प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर प्रारंभिक स्थिति है 3 रिकॉर्ड हटा दिए गए हैं और तो मैं पहले 2 को हटाए जाने से पूर्ववत करता हूं और मैं वापस SP 2 में रोलबैक करता हूं इसलिए जब मैं पिछले 2 रिकॉर्ड को हटाने को पूर्ववत् को रोलबैक कर सकते हैं एक बार जब आप एक सुरक्षित बिंदु चिह्नित कर सकते हैं तो आप उस सुरक्षित बिंदु को भी छोर सकते हैं जिसे आप उस सुरक्षित बिंदु को भूल सकते हैं एक बार एक सुरक्षित बिंदु पर वापस नहीं जा सकते आप डेटाबेस ट्रांजेक्शन आरंभ करने के लिए SET TRANSACTION कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग आम तौर पर ट्रांज़ैक्शन की विशेषताओं को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है खासकर यदि आप यह कहना चाहते हैं कि क्या ट्रांज़ैक्शन केवल पढ़ने के लिए ट्रांज़ैक्शन है या रीड राइट दे सकते हैं आइए हम जल्दी से सीरियलाइज़ेबिलिटी के एक अलग रूप पर एक नज़र डालते हैं विरोधाभासी सीरिज़ेबिलिटी कहा जाता है इसलिए व्यू सीरियलाइज़ेबिलिटी को परिभाषित कर रहे हैं इसलिए 3 स्थितियां हैं जो स्थितियां सरल हैं कि क्या स्थितियां कहती हैं कि शेड्यूल आज़माने के लिए स्थितियां समतुल्य हैं यदि ट्रांज़ैक्शन का प्रारंभिक मान जो ट्रांज़ैक्शन पढ़ता है इन दोनों शेड्यूल में समान है प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन के लिए प्रारंभिक मान जो इसे पढ़ना आवश्यक है 2 शेड्यूल के बीच समान रहें इसी तरह तीसरी शर्त यह कहती है कि अंतिम लेखन जो किया जाता है अंतिम मान जो यह लिखता है कि प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन दोनों शेड्यूल में लिखता है वही होना चाहिए जो वही लिखता है जो काम करना चाहिए और दूसरी शर्तें एक रीड राइट से उसी ट्रांजेक्शन से पढ़ना चाहिएजिसने राइट किया था इसलिए मैं हमेशा दोनों शेड्यूल में प्रत्येक डेटा आइटम के लिए एक ही प्रारंभिक मानों के साथ आरंभ करता हूं मैं हमेशा 2 शेड्यूल में समान शेड्यूल में संबंधित दाईं ओर से पढ़ता हूं और मुझे प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन में अंतिम में तो यह फिर से है और कुंजी संतुलन विशुद्ध रूप से पढ़ने लिखने के मामले में भी है तो दृश्य तुल्यता है अब हम व्यू सीरियलाइज़ेबिलिटी सच नहीं है तो यहाँ एक शेड्यूल है जो कि view serializable है लेकिन यह conflict serializable नहीं है आप जानते हैं कि यह conflict serializable नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से आप इसे एक सीरियल शेड्यूल में नहीं बना सकते हैं इसे एक सीरियल शेड्यूल के बराबर बनायें क्योंकि आप इसे सही नहीं कर सकते आप इस write Q को T28 या T29 के write Q से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं लेकिन आप इसे स्थानांतरित नहीं कर सकते इसलिए यह देखते हुए लेकिन यदि आप दृश्य तुल्यता के संदर्भ में हम संतुलन रखते हैं तो आप कहेंगे कि यह serial schedule के बराबर है और serial schedule क्या होना चाहिए जाहिर है 6 विकल्प हैं क्योंकि 3 schedule हैं तो 6 संभावित क्रमांकन हैं जो आपको 6 अलग अलग सीरियल शेड्यूल देते हैं और यदि ऐसा है तो हमारी पहली शर्त यह कहती है कि मुझे उसी मान से पढ़ना चाहिए जाहिर है T27 Q के प्रारंभिक मान को पढ़ता है इसलिए T27 का पहला ट्रांजेक्शन होना चाहिए अगर तीसरी शर्त यह कहती है कि मुझे वही करना होगा जो T29 अंतिम लेखन में करता है इसलिए serial schedule में भी T29 अंतिम होना चाहिए तो T28 को बीच में होना चाहिए तो Serial शेड्यूल कि यह T27 T28 T29 के बराबर है और एक पढ़ता है और अन्य 2 लिखते हैं और T29 एक अंतिम write करता है तो आप देख सकते हैं कि यह एक conflict serializable नहीं है लेकिन यह view serializable है और यदि आप view serializability पर ध्यान देते हैं तो आपके पास view serializability दिखाई देती है और आपके पास conflict serializability नहीं हो सकती है तो आपको कुछ अंधे वाले होने अधिकार चाहिए इन्हें अँधा अधिकार कहा जाता है यह एक अंधा अधिकार है इस अर्थ में कि आप यहां T28 में Q का मान बिना पढ़े लिख रहे हैं यह वर्तमान या पिछला मान है तो आपने आंख मूंद ली है आपने कुछ मान की गणना की है और आप इसे लिख रहे हैं इसलिए यदि कोई शेड्यूल विरोधाभासी शेड्यूल का कमजोर रूप है जो संभव है अब सवाल विरोधाभासी क्रमबद्धता है इसलिए हम क्रमबद्धता है इसलिए यह साबित हो गया है कि चेकिंग की प्रक्रिया चाहे कोई शेड्यूल view serializable हो NP complete समस्या की श्रेणी में है इसलिए यदि आप एल्गोरिदम में अच्छे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि NP समस्याएँ क्या हैं और NP complete नाम की समस्याएं कब होती हैं बहुत ही सरल शब्दों में भले ही आप एल्गोरिदम की उस गहराई से परिचित न हों आप बस यह नोट कर सकते हैं कि अगर एक एल्गोरिथ्म NP complete तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संभावना नहीं है कि वहाँ के लिए कुशल एल्गोरिथ्म मौजूद है यह किसी भी प्रकार के बहुपद समय एल्गोरिथ्म view serializable है लेकिन एक पर्याप्त स्थिति एक आवश्यक शर्त नहीं है यह दूसरे शब्दों में है कि कुछ schedules हो सकते हैं जो पर्याप्त स्थिति को संतुष्ट नहीं करती हैं लेकिन फिर भी view serializable हैं इसलिए view serializablity का उपयोग करने से कुछ समस्याएं होती हैं इसलिए यहां मैंने यह देखने के लिए क्रमबद्धता को देखने के संदर्भ में एक लंबी समस्या पर काम किया है तो यह एक Brute Force एल्गोरिथ्म की तरह है तो अगर आप देखते हैं कि यह शेड्यूल दिया गया है तो A और B दो डेटा आइटम हैं और 3 ट्रांज़ैक्शन हैं T1 T2 T3 चूंकि तीन ट्रांज़ैक्शन हैं तो अगर मैं यह साबित करना चाहता हूं कि अगर यह view serializable है तो मुझे क्या करना होगा मुझे संभावित सीरियल शेड्यूल में से एक खोजना होगा जो इस view serializable के बराबर है तो पहले मैं सभी सीरियल शेड्यूल को सूचीबद्ध करता हूं जिसमें 3 ट्रांज़ैक्शन दिए गए हैं 6 सीरियल शेड्यूल हैं और फिर मैं पहली बार शर्त तीन से शुरू करता हूं जो अंतिम अपडेट कर रहा है तो वहाँ केवल B पर लिख रहे हैं और उस के अंतिम सभी 3 ट्रांज़ैक्शन में किया जा रहा है तो A पर कोई write नहीं है A पर अंतिम अपडेट की सूची खाली है और B के लिए आदेश T1 T2 T3 है इसलिए T3 अंतिम करता है इसलिए इसे जो भी शेड्यूल किया जाना चाहिए जो भी सीरियल शेड्यूल दिया गया है S को view equivalent के लिए अंतिम ट्रांज़ैक्शन के रूप में T3 के बराबर होना चाहिए तो केवल ये दोनों उम्मीदवार हैं जो इस शेड्यूल हो सकते हैं तो हम कम करते हैं और अब हमें केवल यह तय करना है कि क्या इन दोनों में से कोई भी दिए गए शेड्यूल S के view equivalent है इसलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम स्थिति 1 और स्थिति 2 को एक साथ जांचते हैं इसलिए शर्त यह है कि वे दोनों शेड्यूल में समान मान को अवश्य पढ़ें तो हम देखते हैं कि ये जो रीड्स हैं जो A पर हो रहे हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर रीडिंग हो रही है मुझे खेद है कि यह वही तीन हैं जो A पढ़ रहे हैं इसलिए यह T2 T3 T1 और T3 के क्रम में होता है तो यह वही है जो आप पाते हैं और B के संदर्भ में हम पाते हैं कि ट्रांज़ैक्शन 2 B को पढ़ता है और इसे लिखता है तो यह उसी क्रम में होना चाहिए इसलिए यह पढ़ता है कि यह T2 के संदर्भ में एक प्रारंभिक रीड करता है और फिर उस रीड वैल्यू का पहला अधिकार रीड के अपडेट के बाद ट्रांज़ैक्शन T1 में हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी शेड्यूल T1 में T2 का पालन करना चाहिए तो T2 पहले होना चाहिए क्योंकि इसे प्रारंभिक मान को पढ़ने की जरूरत है और फिर उस प्रारंभिक मान का उपयोग तब तक T1 द्वारा किया जाता है इसलिए T2 को T1 से पहले आना होगा इसका मतलब है हम पहले से ही केवल 2 के संदर्भ में हैं हमने देखा है कि शर्त 3 के आधार पर दो संभावित उम्मीदवार हैं यह T T1 1 T3 है इसलिए इन दोनों में हमारे पास केवल यही एक हो सकता है जो अन्य शर्तों को पूरा कर रहा है और कोई पढ़ा लिखा अनुक्रम नहीं है इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में T2 T1 T3 प्रारंभिक रीड राइट के सभी तीन शर्तों को पढ़ने और अंतिम write की शर्तों के बाद संतुष्ट करता है और इसलिए यह दिया गया शेड्यूल S वास्तव में एक सीरियल शेड्यूल के view equivalent है और यह एक view सीरियल शेड्यूल है और ट्रांज़ैक्शन के लिए सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं यहां एक और उदाहरण दिया गया है जहां चार ट्रांज़ैक्शन हैं R1 R 2 R3 और R4 और 2 डेटा आइटम A और B हैं और आपको यह पता लगाना होगा कि क्या यह सीरियल view serializable है या नहीं मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ इसे प्रेजेंटेशन स्लाइड में काम किया गया है लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं दिखाऊंगा आप यहाँ हैं आपको पहले इसे आज़माना चाहिए और फिर एक बार जब आप इसे करने में सक्षम हो जाते हैं या आप ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो आप प्रस्तुति स्लाइड से समाधान जाँचते हैं उदाहरण के लिए सीरीज़ैबिलिटी के विभिन्न जटिल उद्देश्य भी हैं यदि आप इस विशेष शेड्यूल को देखते हैं तो यह वास्तव में एक क्रमिक न तो विरोधाभासी conflict serializable और न ही view serializable है लेकिन फिर भी विशेष रूप से दी गई है इसलिए यदि आप केवल read write को देखते हैं तो यह conflict या view equivalence के संदर्भ में अनुक्रमिक T1 T5 के साथ प्राप्त करेंगे वास्तव में प्रत्येक स्थिति में एक ही हैं लेकिन इससे यह निर्धारित होता है कि read और write के अलावा अन्य निर्देशों की अन्य निर्देशों को समझने की आवश्यकता है तो यह आपको केवल यह दिखाने के लिए है कि रीड राइट पहलुओं की गहराई में नहीं जाएंगे इसलिए हमने दिखाया है कि हमने यहां दिखाया है कि उचित नियोजन के साथ डेटाबेस को सिस्टम विफलता के मामले में एक असंगत स्थिति से एक सुसंगत स्थिति में वापस प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह की रिकवरी कैस्केड या कैस्केडलेस रोलबैक के माध्यम से हो सकती है और हमने सीरियलाइज़िबिलिटी को देखने के क्रम में देखने के लिए एक सरल मॉडल भी पेश किया है लेकिन सीरियज़िबिलिटी को देखने के लिए परीक्षण NP complete है तो एक प्रभावी एल्गोरिथ्म के रूप में यह उतना शक्तिशाली नहीं है